नमस्कार स्वागत है आपका हमारे कोर्स बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के पांचवें सप्ताह में इस सप्ताह हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सर्किट के बारे में और आज हमारा मुख्य केंद्र का बिंदु फर्स्ट ऑर्डर RC सर्किट होगा तो चलिए देखते हैं कि हम फर्स्ट ऑर्डर RC सर्किट से क्या मतलब रखते हैं इससे पहले कि हम RC सर्किट के बारे में देखें हमें पहले यह समझना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट क्या होता है हम दो तरह के सर्किट के बारे में बात करेंगे एक सर्किट जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर होगा दूसरा वह सर्किट जिसमें रजिस्टर और इंडक्टर होगा ऐसे सर्किट को RC और RL सर्किट कहा जाता है इन दोनों सर्किट का विश्लेषण किरचॉफ लॉ kirchhoffs law की मदद से किया जाता है जब हम किरचॉफ लॉ kirchhoffs law एक ऐसे सर्किट में प्रयोग करते हैं जो पूरी तरह रेजिस्टिव है तो उन्हें हल करना आसान होता है क्योंकि वहां आसान आसान से अलजेब्रिक इक्वेशन बनते हैं परंतु जब हम किरचॉफ लॉ का प्रयोग RC और RL सर्किट में करेंगे तो यहां डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे जिन्हें हल करना थोड़ा मुश्किल होता है अलजेब्रिक इक्वेशन को हल करने की तुलना में RC और RL सर्किट के विश्लेषण के दौरान उत्पन्न डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं इसीलिए इन्हें फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कहा जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से दर्शाए जाते हैं इसलिए जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो यह समझ ले कि यह एक फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का होगा हमारे पास दो तरीके हैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को उत्तेजित करने के पहला जिसमें हम स्टोरेज एलिमेंट्स के इनिशियल कंडीशन का प्रयोग करते हैं जिस का यह मतलब है कि हम स्टोरेज एलिमेंट जैसे इंडक्टर अथवा कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और सीधे सर्किट में लगा देंगे जिस का यह मतलब है कि सर्किट में सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ यह चार्ज इंडक्टर अथवा कैपेसिटर होंगे जिसका यह मतलब है कि इसमें कोई बाहरी वोल्टेज या करंट सोर्स नहीं होंगे ऊर्जा देने के लिए ऐसे सर्किट को सोर्स फ्री सर्किट कहा जाता है हमारे पास केवल इंडक्टर और कैपेसिटर है जिसमें कुछ ऊर्जा स्टोर रहती है जिस कारण से सर्किट में करंट फ्लो करेगी और वह रजिस्टर में विघटित होगी क्योंकि जब हम RC अथवा RL सर्किट की बात करते हैं तो हमारे पास रजिस्टर सीरीज अथवा पैरलल में जरूर लगा होगा रजिस्टर धीरे धीरे ऊर्जा को विघटित करने के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊर्जा पहले इंडक्टर अथवा कैपेसिटर में स्टोर थी हालांकि यह सोर्स फ्री सर्किट है जिसका यह मतलब है कि इसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होंगे परंतु डिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को उत्तेजित करने का दूसरा तरीका यह है कि हम इंडिपेंडेंट सोर्स का प्रयोग करें पहले तरीके में हमारे पास कोई सोर्स उपलब्ध नहीं था इसलिए उसे सोर्स फ्री सर्किट कहा जाता था दूसरे तरीके में आप एक इंडिपेंडेंट सोर्स की सहायता से फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को उत्तेजित करते हैं आइए पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि सोर्स फ्री आरसी सर्किट क्या है सोर्स फ्री आरसी सर्किट का यह मतलब है कि इसमें कोई बाहरी वोल्टेज अथवा करंट सोर्स सर्किट में नहीं जुड़ा होगा हम एक सोर्स फ्री आरसी सर्किट को कैसे समझते हैं यह तब होगा जब DC सोर्स अचानक से सर्किट से हटा लिया जाए जैसे कि मान लीजिए कि एक वोल्टेज सोर्स इस सर्किट से जुड़ा हुआ है एक स्विच के माध्यम से जिसका कोई वोल्टेज है v जो शुरुआत में सर्किट में जुड़ा हुआ है और कुछ समय बाद हम इसे हटा देते हैं स्विच की सहायता से तो उस स्थिति में जब हम वोल्टेज प्रदान कर रहे हैं कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और उसमें ऊर्जा स्टोर हो जाएगी और जब हम वोल्टेज सोर्स हटा देंगे तो वह ऐसा दिखेगा जैसा इस चित्र में है तो अब हम सीरीज में जुड़े हुए रजिस्टर और कैपेसिटर जोकि पहले से ऊर्जा स्टोर किए हुए हैं को लेते हैं हम देखेंगे कि कैसे कैपेसिटर में स्टोर ऊर्जा रजिस्टर में विघटित होती है हम इस चित्र में देख सकते हैं जहां रजिस्टर और कैपेसिटर एक एक हैं परंतु यह एक इक्विवेलेंट रजिस्टर और कैपेसिटर भी हो सकते हैं अगर एक से ज्यादा रजिस्टर अथवा कैपेसिटर उपलब्ध हो सर्किट में तो तो अगर एक से ज्यादा C और R है सर्किट में तो आप उन्हें इकट्ठा करके एक इक्विवेलेंट RC सर्किट बना सकते हैं जहां C और R को इक्विवेलेंट R और इक्विवेलेंट C कहा जाएगा अब हमें सर्किट की प्रतिक्रिया के बारे में पता लगाना चाहिए जिस का यह मतलब है कि सर्किट कैसी प्रतिक्रिया देगी जब C में स्टोर एनर्जी को हम रिलीज करेंगे आइए देखें कि जब आपके पास कैपेसिटर शुरुआत में चार्ज हो और हम उसको रजिस्टर के साथ पैरलल में लगाते हैं तो वह कैसा व्यवहार करता है इस मामले में क्योंकि कैपेसिटर शुरुआत में चार्ज है मान लीजिए t0 पर उसका प्रारंभिक वोल्टेज V0 है तो कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का मूल्य होगा 12CV02 सर्किट में एक लूप है और अगर आप इस नोड पर किरचॉफ करंट ला Kirchhoff's current law लगाएंगे तो आपको ICIR0 मिलेगा IC वह करंट है जो कैपेसिटर से बह रहा है जिसका मान होगा और रजिस्टर से बहने वाली करंट IR होगी जिस का मान IR vR होगा क्योंकि रजिस्टर और कैपेसिटर पैरलल में लगे हुए हैं इसलिए दोनों में एक सामान वोल्टेज होगा जिसका मूल्य v होगा अब यह हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हम इसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहेंगे क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ वोल्टेज v के फर्स्ट डेरिवेटिव ही उपलब्ध है अब हम इस इक्वेशन को रिअरेंज करते हैं जिससे हमें यह मिलेगा अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं जिससे हमें यह मिलेगा और आसानी के लिए हम यहां कांस्टेंट टर्म ln A को मान ले रहे हैं जहां A इंटीग्रेशन कांस्टेंट है

अब हमारा अगला काम यह है कि हम दोनों तरफ e के पावर में ले जिससे हमें मिलेगा अब इनिशियल कंडीशन के हिसाब से हम मान लेते हैं इसलिए अब यह इक्वेशन होगा आप देख सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट C अथवा R के ऊपर वोल्टेज समय के साथ बदल रहा है जिससे यह प्रतीत होता है की वोल्टेज रिस्पांस RC सर्किट का एक एक्स्पोनेंशियल घटता हुआ क्रम होगा इनिशियल वोल्टेज के टर्म में यह रिस्पांस सर्किट में इनिशियल स्टोर एनर्जी और सर्किट के फिजिकल करैक्टेरिस्टिक्स के कारण है न की किसी बाहरी वोल्टेज अथवा करंट सोर्स के कारण इसलिए इसे सर्किट का नेचुरल रिस्पांस कहा जाएगा इसलिए जब भी हम यह कहें की सर्किट में कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा है और इंटरनल एनर्जी विघटित हुई है तो ऐसे रिस्पांस को नेचुरल रिस्पांस कहा जाएगा तो हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि नेचुरल रिस्पांस दर्शाता है सर्किट का बिहेवियर करंट और वोल्टेज के टर्म में जब कोई भी बाहरी सोर्स ना लगा हो अब आप इसे ग्राफिकली कैसे दर्शाते हैं जब आप नेचुरल रिस्पांस दर्शाएंगे जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक कंपोनेंट होगा मान लीजिए की आपके पास एक और कंपोनेंट है जिसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं जिसका मान τ RC के बराबर होगा इसलिए हम कह सकते हैं तो जब आप इस फंक्शन को प्लाट करेंगे समय के रिफरेंस में तो आप देखेंगे कि यह एक एक्स्पोनेंशियलई घटता हुआ दिखेगा आप यह देख सकते हैं कि t 0 पर इनिशियल वैल्यू वोल्टेज की है और उसके बाद इस फैक्टर के कारण यह घट रहा है और फिर सारी ऊर्जा रजिस्टर में विघटित हो रही है इसलिए जब t 0 होता है तो हम इसे इनिशियल कंडीशन कहते हैं और नेचुरल रिस्पांस सर्किट के नेचर पर आधारित होता है जिसमें बाहरी सोर्स का कोई प्रभाव नहीं होता यह सिर्फ कैपेसिटर में स्टोर इनिशियल एनर्जी के कारण है इसलिए नेचुरल रिस्पांस में सिर्फ इंटरनल एनर्जी सर्किट में विघटित होती है अब एक जरूरी चीज जो हमें जानना चाहिए कि अगर t τ हो जाएगा तो यह सीधे होगा और इस समय पर यह होगा आइए देखते हैं की इसका क्या मतलब है जैसा आप देख रहे हैं कि अगर आप t करते हैं तो यह एक फैक्टर से घटेगा जिसका यह मतलब है कि यह इनिशियल वैल्यू का 368 घट जाएगा जब हम t से बदलेंगे जहां के बराबर है तो यदि आप को प्लाट करते हैं जहां डिनॉमिनेटर में होगा तो होगा हम इस वैल्यू को टाइम t के सापेक्ष प्लाट करेंगे और यहां टाइम मल्टीपल है τ का जिसको टाइम कांस्टेंट कहा जाता है अगर आप यहां देखें तो आप यह देख और समझ पाएंगे कि 5 τ के बाद वोल्टेज 1 परसेंट से भी कम रह जाता है तो यह हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज डिस्चार्ज 5 τ में होगा जिसका यह मतलब है की सर्किट अपनी फाइनल स्टेट अथवा स्टेडी स्टेट में 5 τ के बाद आएगा और हर एक टाइम इंटरवल τ के बाद वोल्टेज 368 घट जाएगा अपने पूर्व की वैल्यू से तो आप इस टेबल से भी देख सकते हैं कि जैसे ही हम को बढ़ाते जाते हैं τ के हिसाब से वोल्टेज हर बार 368 घट जाता है अपने पूर्व के मान से क्योंकि यह हो जाता है जिससे अगर आप को बदलते रहेंगे तो यह हर बार 368 अपने पूर्व के मान के बराबर होगा इसलिए यह कि कोई भी वैल्यू जैसे τ 2 τ or 3 τ की परवाह किए बिना हर बार 368 घट जाता है अपने पूर्व के मान से अब इस चित्र में देखिए तो आप देख पाएंगे कि टाइम कांस्टेंट τ जितना कम होगा वोल्टेज उतनी ही जल्दी घटेगा जिसका मतलब है की उस RC सर्किट का रिस्पांस बहुत तेज है इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जब टाइम कांस्टेंट τ जोकि R और C का गुड़ा है कम होता है तब वोल्टेज बहुत तेजी से घटता है और जब टाइम कांस्टेंट τ ज्यादा होता है तो वोल्टेज धीरे धीरे घटता है जिसका मतलब है कि सर्किट का रिस्पांस स्लो है इससे हम यह कह सकते हैं कि जब τ कम होगा तब रिस्पांस तेज होगा और जब τ ज्यादा होगा तब रिस्पांस स्लो होगा और वह ज्यादा समय लगेगा स्टडी स्टेट तक पहुंचने में अब भले ही टाइम कांस्टेंट τ की वैल्यू ज्यादा हो या कम हो सर्किट अपने स्टडी स्टेट में 5τ में पहुंच जाएगा क्योंकि 5τ में वोल्टेज घटकर अपने शुरुआती वोल्टेज के एक परसेंट से भी कम रह जाता है इसलिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो या कम हो वह स्टडी स्टेट टाइम पर प्रभाव नहीं डालती और वह 5τ होगी जब टाइम कांस्टेंट τ की वैल्यू कम होगी तब 5τ भी कम होगा और सर्किट अपनी स्टडी स्टेट में जल्दी से पहुंच जाएगा वोल्टेज का प्रयोग करके आप करंटनिकाल सकते हैं जिस का मान होगा अगर रजिस्टर में विघटित होने वाले पावर किसी समय t पर P है तो इंस्टैन्टेनियस पावर का मान होगा रजिस्टर में एग्जाम होने वाली एनर्जी किसी समय t पर यह होगी अगर आप इस इक्वेशन को किसी समय t0 पर देखें तो एनर्जी का मान भी 0 होगा और अगर आप समय का मान इंफिनिटी ले तो इसका मान होगा यह एनर्जी कुछ भी नहीं बल्कि C मैं स्टोर इनिशियल एनर्जी है तो हम यह कह सकते हैं कि कैपेसिटर मैं स्टोर सारी ऊर्जा रजिस्टर में विघटित होगी जिसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा tinfinite अब यहां दो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखने हैं जब आप ऐसे सर्किट पर काम करेंगे जिसमें कोई RC कंपोनेंट उपलब्ध नहीं है पहला की इनिशियल वोल्टेज कितना है और दूसरा की टाइम कांस्टेंट τ की वैल्यू कितनी है तो जब आपको यह दोनों वैल्यू मिल जाएंगी तब आप पहले बताए गए इक्वेशन का प्रयोग करेंगे और विभिन्न पैरामीटर जैसे वोल्टेज करंट आदि का सर्किट में पता लगाएंगे क्योंकि टाइम कांस्टेंट τ वही रहेगा भले आउटपुट कुछ भी हो इसलिए जब हम टाइम कांस्टेंट τ निकालेंगे तब R थैबनिन इक्विवेलेंट रजिस्टेंस होगा इसलिए जब भी आपको एक बड़ी सर्किट मिले और आप उस सर्किट का रिस्पांस निकालना चाहते हैं तो सीधे तौर पर R थैबनिन इक्विवेलेंट रजिस्टेंस होगा कैपेसिटर के टर्मिनल पर इसलिए अगर आप कैपेसिटर को बाहर निकाल ले और थैबनिन इक्विवेलेंट रजिस्टेंस की वैल्यू पता लगाएं तो आप आराम से सर्किट का टाइम रिस्पांस निकाल सकते हैं आइए अब हम इस कंसेप्ट को एक उदाहरण के सहायता से समझते हैं अगर आप इस चित्र को देख रहे हैं तो आप यहां देखें कि इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर पर 15 volt है और हमें यहां वैल्यू निकालनी है और की तो अब आप क्या करेंगे कि पहले आप इक्विवेलेंट रजिस्टेंस R जिसे हम थैबनिन इक्विवेलेंट रजिस्टेंस भी कहते हैं वह निकालेंगे कैपेसिटर टर्मिनल पर और उसके बाद कैपेसिटर वोल्टेज और फिर से हम और प्राप्त कर लेंगे इस चित्र में देखिए यहां 8 ohm और 12 ohm रजिस्टर सीरीज में और यह 5 ohm रजिस्टर के साथ पैरलल में है और गणना करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ohm होगा तो अब इक्विवेलेंट रजिस्टेंस 4 ohm है और वह 01 F कैपेसिटर के साथ पैरलल में लगा हुआ है जहां इनिशियल वोल्टेज 15 volt है यहां पर आप देख सकते हैं कि बचे हुए पैरामीटर कैसे निकाले गए हैं इसके साथ ही हम आज के सेशन के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमने RC सर्किट के नेचुरल रिस्पांस की बात की और अगले लेक्चर में हम RL सर्किट के नेचुरल रिस्पांस के बारे में बात करेंगे धन्यवाद